आप सभी को सुप्रभात लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्ट रिव्यू टेक्नीक के बारे में चर्चा की थी आज हम सोर्स कोड रिव्यू के बारे में चर्चा करेंगे हम दो प्रकार के कोड को रिव्यू करेंगे जो है कोड वॉकथ्रू और कोड निरीक्षण इसके अलावा हम एक अपेक्षाकृत नई तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे जिसे क्लीनरूम तकनीक कहा जाता है इसलिए कल हमने चर्चा की थी कि सभी अंतरिम और अंतिम कार्य प्रोडक्ट जो आम तौर पर एक रिव्यू के लिए उम्मीदवार हैं और विशेष रूप से निम्नलिखित कार्य प्रोडक्ट जो रिव्यू के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं वे आवश्यकताएं इस प्रकार हैं जैसे स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटया एसआरएस डॉक्युमेंट यूजर इंटरफेस और डिजाइन डॉक्यूमेंट आर्किटेक विभिन्न डिज़ाइन डाक्यूमेंट्स जैसे कि आर्किटेक्चरल डिजाइन हाई लेवल डिजाइन डिटेल डिजाइन डाक्यूमेंट्स सोर्स कोडडाक्यूमेंट्स स्रोत कोड भी हैं इसकी समीक्षा भी की जा सकती है फिर विभिन्न टेस्ट योजनाओं पर डिजाइन टेस्ट केस पर विभिन्न टेस्ट योजनाएं उनकी समीक्षा की जा सकती है इसके अलावा विभिन्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लांस कंफीग्रेशन मैनेजमेंट प्लांस configuration management plans उनकी समीक्षा भी की जा सकती है इसलिए अभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि सोर्स कोड की समीक्षा कैसे की जा सकती है हमने कल की समीक्षा यह भी देखा कि सोर्स कोड से डिटेल डिफीट का पता लगाना एक बहुत प्रभावी तकनीक है और वास्तव में एक समीक्षा को स्वीकार किया गया है कि टेस्टिंग की तुलना में दोषों को दूर करना अधिक कॉस्ट इफेक्टिव है वर्षों से विभिन्न रिव्यू टेक्निकस बेहद लोकप्रिय हो गई हैं और उन्हें अन्य काम के प्रोडक्ट्स के साथ भी इस्तेमाल करने के लिए सामान्यीकृत किया गया है तो अब हमें देखते हैं कि कोड रिव्यू कब शुरू होना चाहिए एक मॉड्यूल को सफलतापूर्वक कंपाइल्ड करने बाद उस माड्यूल के कोड को रिव्यू किया जाता है जिसमें से सभी सिंटेक्स एरर्स को मॉड्यूल से समाप्त कर दिया जाता है जाहिर है आप देखते हैं कि कोड रिव्यू सिंटेक्स एरर्स को डिजाइन करने का लक्ष्य नहीं रखती है कृपया याद रखें कोड रिव्यू यह एक प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर्स को डिजाइन करने के लिए टारगेट नहीं है इसलिए यह किसी प्रोग्राम में सिंटैक्स या डिज़ाइन सिंटैक्सएरर्स को टारगेट नहीं करता है इसे लॉजिकलएरर्स एल्गोरिथम त्रुटियों और प्रोग्रामिंग त्रुटियों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कोड के रिव्यु को तभी मान्यता दी जाएगी जब एक अत्यंत कॉस्ट इफेक्टिव रणनीति कोडिंग एरर्स को दूर करें और उच्च गुणवत्ता कोड को उत्पादित करें तो यहाँ यह एक टेस्टिंग टेक्निक इससे अधिक कॉस्ट इफेक्टिव है जो एरर्स को दूर करती है या उनका पता लगाती है अब देखते हैं कि क्या कारण है कि टेस्टिंग टेक्निक की तुलना में कोड रिव्यू कितनी अधिक कॉस्ट इफेक्टिवहै इसके पीछे क्या कारण है क्यों एक कोड रिव्यू ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है कोड में से जो सीधे एरर्स का पता लगाती है और एरर्स को खत्म करती हैं आइए देखते हैं कि टेस्टिंग में क्या हो रहा है क्यों एक रिव्यू इतना अधिक कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि रिव्यू यह है कि सीधे एरर्स का पता लगाएं जबकि टेस्टिंग वे केवल विफलताओं और महत्वपूर्ण एरर्स का पता लगाने में मदद मिलती हैं टेस्टिंग तकनीक का उपयोग करके आप केवल विफलताओं और महत्वपूर्ण का पता लगा सकते हैं और आप केवल विफलताओं का पता लगा सकते हैं लेकिन इस समीक्षा के मामले में आप सीधे एरर्स का पता लगा सकते हैं इसलिए और यहां परीक्षण के मामले में आपको डीबगिंग के दौरानएरर्स का पता लगाने के लिए बहुत प्रयास करना होगा उपरोक्त कथन के पीछे के तर्क को इस प्रकार समझाया गया है यह कॉस्ट इफेक्टिवक्यों है इसके पीछे तर्क क्या है आप कोड से एक एरर को समाप्त करते हुए देखते हैं इसमें 3 मुख्य गतिविधियांशामिल हैं एक परीक्षण फिर डीबगिंग और फिर एरर्सको ठीक करना इसलिए 3 गतिविधियां वहां हैं जहां कोड से एरर्स को समाप्त करने के मामले हैं परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि सिस्टम काम करने में विफल रहता है तो आम तौर पर टेस्टिंग क्यों की जाती है यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या सिस्टम कुछ प्रकार के इनपुट के लिए और कुछ प्रकार की परिस्थितियों में काम करने में विफल रहता है और जब विफलता के बाद विफलता का पता चलता है तो विफलता का पता लगाने के लिए डिबगिंग किजाती है जिससे आप विफलता के कारणों हो इससे हटा सकते हैं लेकिन एक कोड के रिव्युमें आप सीधे एरर्स का पता लगा सकते हैं यही कारण है कि टेस्टिंग प्रक्रिया की तुलना में यह अधिक कॉस्ट इफेक्टिव है इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि 3 गतिविधियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि क्या किया जा रहा है जबकि आप उन एरर्स को समाप्त कर रहे हैं जो डीबगिंग की टेस्टिंग कर रही हैं और एरर्स को ठीक कर रही हैं इसलिए इन 3 परीक्षण गतिविधियों में से डिबगिंग सबसे अधिक स्मूथ और समय लेने वाली गतिविधि है तो हम देखेंगे कि कोड इंस्पेक्शन में जो एक विशेष प्रकार का रिव्यू है इसमें दो प्रकार के रिव्यू है एक कोड वॉकथ्रू है दूसरा कोड इंस्पेक्शन कोड इंस्पेक्शन में क्या हो रहा है एरर्स का सीधे पता लगाया जाता है तो यहाँ क्या परीक्षण में यह केवल आपको एरर्स का पता लगाने में मदद करता है जो फिर से समय लेने वाली और स्मूथ वाली गतिविधि है लेकिन कोड इंस्पेक्शन में एरर्स का सीधे पता लगाया जाता है जिससे एरर्स का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास की बचत होती है तो इसीलिए टेस्टिंग तकनीक की तुलना में रिव्यू अधिक लागत प्रभावी है आम तौर पर दो प्रकार की कोड समीक्षा तकनीक होगी एक कोड वॉकथ्रू और दूसरा कोड निरीक्षण आइये इस चीजों के बारे में देखते हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब यह कोड इंस्पेक्शन या कोड वॉकथ्रू शुरू हो सकता है तो यह क्या संकलित किया जाता है एक मॉड्यूल कोड किए जाने के बाद फिर कोड इंस्पेक्शन और कोड वॉकथ्रू किया जा सकता है यह विकसित हो रहा है वे टेस्टिंग से पहले अधिक से अधिक एरर्स का पता लगाने में भी मदद करते हैं इसलिए कोड इंस्पेक्शन और कोड वॉकथ्रू में वे यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा उपयोग की गई स्टैंडर्ड एरर्स की तरह उचित कोडिंग सैंडल्स का उपयोग किया गया है और आपने जो उचित वैरियेबल्स वगैरह का उपयोग किया है वह प्रोग्रामर द्वारा सॉफ्टवेयरमें उपयोग किए गए विभिन्न कोडिंग सैंडल्स को सुनिश्चित करते हैं इसलिए इस सिस्टम टेस्टिंग या एकीकरण टेस्टिंग से पहले इस कोड की रिव्यू तकनीक जो कि कोड इंस्पेक्शन और कोड वॉकथ्रू है वे सिस्टम टेस्टिंग और एकीकरण टेस्टिंग शुरू होने से पहले यथासंभव अधिक एरर्स का पता लगाने में मदद करते हैं इसलिए यह तकनीक वे एक इंस्पेक्शन के दौरान यथासंभव अधिक एरर्स का पता लगाते हैं और जो कोड की आवश्यकता होती है ठीक है कोड इंस्पेक्शन और कोड कोड काे रिव्यू करते हैं वे इस प्रक्रिया के दौरान यथासंभव एरर्स का पता लगाते हैं उन्होंने यह भी पाया और इन एरर्स के सुधार के लिए कम प्रयास की आवश्यकता है इसलिए इस खोज के बाद हमें इन एरर्स को ठीक करना होगा इसलिए इंस्पेक्शन और वॉकथ्रू के दौरान पाई गई एरर्स में सुधार के लिए उन्हें कम प्रयास की आवश्यकता होती है अन्यथा इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग के दौरान इन त्रुटियों का पता चलने पर इसे बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी इसलिए हम संक्षेप में बताएंगे कि एक कोड इंस्पेक्शन और वॉकथ्रूवॉकथ्रू के दौरान जिन त्रुटियों का पता चला है उन्हें त्रुटियों की तुलना में सुधार के लिए कम हम पहले कोड वॉकथ्रू कहेंगे यहाँ यह मूल रूप से एक अनौपचारिक कोड विश्लेषण तकनीक है तो कोड वॉकथ्रू को एक अनौपचारिक कोड विश्लेषण तकनीक माना जाता है यह एक औपचारिक कोड विश्लेषण तकनीक नहीं है यह एक अनौपचारिक कोड विश्लेषण तकनीक है जो एक मॉड्यूल के कोडिंग के पूरा होने के बाद की जाती है इसलिए एक मॉड्यूल या एक यूनिट के बाद इसकी कोडिंग खत्म हो गई है तो आप इस कोड के लिए जा सकते हैं जो एक अनौपचारिक कोड विश्लेषण तकनीक है अब देखते हैं कि यह कोड वॉकथ्रू प्रक्रिया प्रणाली कैसे काम करती है इसलिए विकास टीम के कुछ सदस्य कुछ परीक्षण मामलों का चयन करते हैं तो एक छोटी सी समिति का गठन शायद और विकास टीम के कुछ सदस्यों ने किया और वे कुछ परीक्षण मामलों का चयन करते हैं और उन परीक्षण मामलों के बाद वे उन परीक्षण मामलों का उपयोग करके कोड के एग्जीक्यूशन का अनुकरण करते हैं इसलिए वे पहले कुछ परीक्षण मामलों का चयन करते हैं फिर कोड के एग्जीक्यूशन का अनुकरण करते हैं कंप्यूटर द्वारा नहीं हाथ से मानसिक रूप से इन परीक्षण मामलों का उपयोग करके जो कि ये सदस्य हैं यह विकास टीम के सदस्य मानसिक रूप से या अलग अलग स्टेटमेंटस और कोड के फंक्शनस के माध्यम से एग्जीक्यूशन का पता लगाते हैं तो यह है कि यह कोड वॉकथ्रू कैसे काम करता है तो इसीलिए इसका नाम कोड वॉकथ्रू है आप वैसे ही हैं जैसे आप एक कोड के माध्यम से काम कर रहे हैं जिस कोड को आप हाथ से एग्जीक्यूशन रहे हैं या आप मानसिक रूप से एग्जीक्यूशन की टेस्टिंग कर रहे हैं इसीलिए इसे कोड वॉकरथ के रूप में जाना जाता है जबकि सदस्य वे कोड को हाथ से या मानसिक रूप से एग्जीक्यूट कर रहे हैं वे अपने कोड वॉकथ्रूके अपने निष्कर्षों को नोट करते हैं और उन पर वॉकथ्रू मीटिंग में चर्चा करते हैं इसलिए उस चर्चा में वे कहेंगे कि उन्हें किस तरह के दोष मिले हैं या क्या कारण हो सकते हैं तो वे विवरण जो वे वॉकथ्रू मीटिंग में चर्चा करते हैं इसलिए भले ही यह कोड वॉकथ्रू एक अनौपचारिक तकनीक है लेकिन पिछले कई वर्षों में गाइडलाइंस पहले ही विकसित हो चुके हैं इसलिए यह एक या जो बनाता है इस अनुभवहीन अप्रोच जो इसे अनुभवहीन बनाते हैं लेकिन यह एक बहुत उपयोगी एनालिसिस तकनीक है और यह एक अधिक प्रभावी तकनीक है तो ये दिशानिर्देश जो वर्षों से विकसित किए गए हैं वे किस पर आधारित हैं वे प्रोग्रामर के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हैं वे सामान्य ज्ञान और कई सब्जेक्टिव कारक हैं दिशानिर्देशों को उदाहरण के रूप में माना जाना चाहिए इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है या इन दिशा निर्देशों के दौरान वर्षों में विकसित हुए हैं ये दिशानिर्देश वास्तव में बहुत कठिन और तेज़ नहीं हैं जिनका आपको पालन करना होगा इसलिए बल्कि इन दिशानिर्देशों को उदाहरण के रूप में माना जाना चाहिए बजाय कि रूलस के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए कि उन्हें रूलस की तरह लागू किया जाए ये उतने कठिन और तेज़ नहीं हैं जिनका आपको वास्तव में पालन करना है उन्हें केवल उदाहरण के रूप में माना जा सकता है कोड वॉकथ्रू करने वाली टीम या तो बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए तो आइए हम बताते हैं कि उनकी कोड वॉकथ्रू समिति में कितने सदस्य होने चाहिए कोड वॉकथ्रू करने वाली टीम या तो बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए आदर्श रूप से इसमें 3 से 7 7 सदस्यों के बीच होना चाहिए अब इस कोड वॉकथ्रू की मीटिंग में देखते हैं कि किस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए सदस्य को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कोड वॉकथ्रू बैठक में चर्चा केवल एरर्स त्रुटियों की खोज पर केंद्रित होनी चाहिए उन्हें चर्चा नहीं करनी चाहिए कि चर्चा की गई त्रुटियों को कैसे ठीक किया जाए उद्देश्य है फोकस केवल त्रुटियों की खोज पर है लेकिन खोज की गई त्रुटियों को ठीक करने के तरीके पर नहीं इसलिए तेजी से सहयोग करने के लिए और सदस्यों को इस सोच से बचना चाहिए कि वे बच रहे हैं उन्हें बैठक के माध्यम से कोड वॉकथ्रू में मूल्यांकन किया जा रहा है आप जानते हैं कि उन्हें यह डर नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बैठक में उनका मूल्यांकन कर रहा है इसीलिए प्रबंधकों को वॉकथ्रू मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहिए केवल डेवलपर्स या प्रोग्रामर उनके साथी जो वे वॉकथ्रू मीटिंग में शामिल हो सकते हैं इसलिए यह डर नहीं होना चाहिए कि उनका मूल्यांकन वॉकथ्रू मीटिंग में किया जा रहा है इसीलिए मैनेजरस या एबल मैनेजरस या का वॉकथ्रू मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहिए हमने कोड वॉकथ्रू के बारे में देखा अबहम कोड इंस्पेक्शन के बारे में देखते हैं कि कोड इंस्पेक्शन क्या है कोड इंस्पेक्शन पर कोड वॉकथ्रू के विपरीत मुख्य रूप से आम तौर पर बनाई गई त्रुटियों की खोज करना है जो आमतौर पर प्रोग्रामर की गलतियों और साइटों पर होने के कारण कोड में चलती हैं मैं फिर से दोहरा रहा हूं तो कोड वॉकथ्रू में क्या हो रहा है वे प्रोग्रामर जो वे हाथ से या परीक्षण के द्वारा मानसिक रूप से कोड के एग्जीक्यूशन का पता लगाते हैं लेकिन यहां कोड टेस्टिंग में उद्देश्य आम तौर पर की गई त्रुटियों की खोज कर रहे हैं क्योंकि मानव डेवलपर एक मानव हैं और वे कुछ सामान्य गलतियां कर सकते हैं इसलिए कोड निरीक्षण का उद्देश्य आमतौर पर उन त्रुटियों की खोज करना है जो आमतौर पर कोड में होती हैं प्रोग्रामर की गलतियों और उनके ओवरसाइट्स के कारण यह कोड वॉकथ्रू भी इसका उद्देश्य उचित कोडिंग स्टैंडर्ड के लिए कोडिंग स्टैंडर्डके पालन की जांच करना है जैसे कि एक उचित हेडर फाइलें ग्लोबल वैरियेबल्स वगैरह जो आपने ठीक से इस्तेमाल किया है या नहीं तो यह भी है कि क्या जाँच करता है तो कोड वार का एक अन्य उद्देश्य कोड इंस्पेक्शन का एक अन्य उद्देश्य कोडिंग स्टैंडर्ड्स के पालन की जांच करना है तो अब देखते हैं कि कोड इंस्पेक्शन के दौरान क्या किया जाता है कोड इंस्पेक्शन के दौरान कोड की जांच किस लिए की जाती है कुछ निश्चित सामान्य प्रकार की एरर्स की उपस्थिति के लिए इसलिए कोड इंस्पेक्शन में कोड की जांच की जाती है यह कुछ सामान्य प्रकार की एरर्स की उपस्थिति के लिए जाँच की जाती है जो कि प्रोग्रामर की गलतियों के कारण हो सकता है वे कर सकते हैं वे कुछ ओवरसाइट मुद्दे के कारण उन त्रुटियों का संकेत दे सकते हैं तो लेकिन कोड वॉकथ्रू के मामले में क्या हो रहा है आप प्रोग्रामर या टीम के सदस्य हैं जो वे कोड एग्जीक्यूशन के कुछ काम करते हैं जो कि कोड वॉकथ्रू में किया जाता है लेकिन कोड इंस्पेक्शन में कुछ सामान्य रूप से की गई एरर्स की उपस्थिति के लिए इन कोड की जांच की जाती है कोड इंस्पेक्शन के क्या लाभ हैं मैंने आपको पहले ही कोड इंस्पेक्शनमें बताया है कि उद्देश्य सामान्य रूप से की गई एरर्स को ढूंढना है इसलिए कई सामान्य रूप से की गई त्रुटियां जो प्रोग्रामर द्वारा किए गए हैं वे यहां बताए गए हैं प्रोग्रामर भी प्राप्त करता है इसलिए आइए देखें कि कोड का लाभ क्या हैं कोड इंस्पेक्शन के साइड बेनिफिट्स यह है कि प्रोग्रामर को उसकी प्रोग्रामिंग स्टाइल एल्गोरिदम की पसंद या आपके द्वारा उपयोग किए गए एल्गोरिथ्म और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग तकनीकों का फीडबैक प्राप्त होता है इन चीजों पर प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो ये कोड निरीक्षण के साइड लाभ हैं और अब हम कोड निरीक्षण का एक सरल उदाहरण लेते हैं उदाहरण के लिए आइए हम एक फॉर्मल पैरामीटर formal parameters को मॉडिफाई करने वाले प्रोसीजर को लिखने में क्लासिकल एरर्स पर विचार करें आपने एक प्रोसीजर लिखा है और यह एक फॉर्मल पैरामीटर को मॉडिफाई कर रहा है जब रूटीन प्रोसीजर को एक वास्तविक पैरामीटर के साथ कॉलिंग करता है इसलिए आप एक रूटीन को कॉल कर रहे हैं और कॉलिंग रूटीन एक प्रक्रिया को एक वास्तविक वास्तविक पैरामीटर के साथ कॉल करता है और आप एक औपचारिक पैरामीटर को मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से एक त्रुटि है और इस कोड इंफेक्शन से इस त्रुटि का पता लगाया जा सकता है इसलिए यह अधिक संभावना है कि कोड में इस तरह की गलतियों की तलाश करके ऐसी त्रुटि की खोज की जाएगी जब आप कोड का निरीक्षण करेंगे तो संभवतः यह क्या डेवलपर या उसके सामने आ जाएगा इसलिए कोड में इस तरह की गलतियों की तलाश करके कोड के एग्जीक्यूशन को केवल हाथ से करने के बजाय इस प्रकार की त्रुटियों को खोजा जा सकता है इसलिए इस तरह की त्रुटियों के लिए कोडइंस्पेक्शन निरीक्षण बेहतर है बजाय कोड वॉकथ्रू के जहां आप प्रक्रिया के एग्जीक्यूशन का अनुकरण कर रहे हैं इसलिए एक अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियां वे अपने इंजीनियरों द्वारा की गई त्रुटियों के आंकड़े एकत्र करती हैं ठीक है अपनी पिछली प्रोजेक्ट्स से इंजीनियरों ने किस प्रकार की त्रुटियां की हैं इसी प्रकार की परियोजनाओं में वे सभी जानकारी एकत्र करते हैं वे उन सभी आंकड़ों को एकत्र करते हैं और एक फ़ाइल में रिकॉर्ड करते हैं इसलिए अच्छी सॉफ्टवेयर विकास कंपनियां वे त्रुटियों के आंकड़े एकत्र करती हैं जो उनके इंजीनियरों द्वारा किए जाते हैं और फिर वे त्रुटियों के प्रकारों की पहचान करते हैं जो सबसे अधिक बार किए जाते हैं इसलिए उन सभी त्रुटियों में से जो सांख्यिकीय रूप से रिकॉर्ड की गई हैं फिर वे पहचानते हैं कि प्रोग्रामर किस प्रकार की त्रुटियां हैं वे सबसे अधिक बार वे कमिट कर रहे हैं फिर वे क्या करते हैं वे एक सूची तैयार करते हैं वे प्रोग्रामर द्वारा की गई सामान्य त्रुटियों की एक सूची तैयार करते हैं और सामान्य त्रुटियों की इस सूची का उपयोग कोड इंफेक्शन के दौरान किया जा सकता है इसलिए वे सिर्फ एक चेकलिस्ट तैयार कर सकते हैं और यह चेकलिस्ट प्रोग्रामर्स के पिछले अनुभव से तैयार की जा सकती है तो यह चेकलिस्ट दी जा सकती है और किन प्रोग्रामर्स को अन्य प्रकार की परियोजनाओं के लिए निरीक्षण में कोड करते समय तो यह सूची आम त्रुटियों की सूची है इसका उपयोग संभावित प्रकार की त्रुटियों की खोज के लिए कोड निरीक्षण के दौरान किया जा सकता है तो अब देखते हैं आइए हम कुछ सामान्य रूप से की गई त्रुटियों के बारे में देखते हैं जो एक सॉफ़्टवेयर के विकास के दौरान हो सकती हैं या जो प्रोग्रामर कर सकते हैं तो ये कुछ सामान्य रूप से की गई त्रुटियों के कुछ उदाहरण हैं जैसे अन इनीशिएलाइज्ड वैरिएबल का उपयोग प्रोग्रामर ने एक वैरिएबल का उपयोग किया है लेकिन वह इसे शुरू करना भूल गया है ताकि कोड इंस्पेक्शन के दौरान खोजा जा सके इसी तरह ऑपरेटरों के बीच गलत लॉजिकल ऑपरेटर्स या गलत प्रेसीडेंट का इस्तेमाल प्रोग्रामर ने किस ओवरसाइट के कारण कुछ गलत लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है या ऑपरेटर्स के बीच गलत प्रेसीडेंट का इस्तेमाल किया है यह भी कोड इंस्पेक्शन के दौरान पता लगाया जा सकता है और यहां नॉन टर्मिनेटिंग लूप है कि प्रोग्रामर मान लीजिए कि लूप ने कुछ समय के लिए जबकि या के लिए एक लूप लिखा है लेकिन यह समाप्त नहीं कर रहा है कि वह एक टर्मिनेशन टर्मिनेशन के लिए क्या शर्त देना भूल गया है तो फिर लूप क्या इनफायनाइड में चलेगा या लूप अनंत लूप के लिए अग्रणी होगा तो इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग लूप आपके कोड इंस्पेक्शन से इन त्रुटियों का भी पता लगाया जा सकता है इसी प्रकार एररे सीमाओं से बाहर निकलती है आपने एक एररे लिखी है शायद 100 एलिमेंट्स एररे लेकिन आप एक Array खोज रहे हैं जो स्थिति 100 से अधिक है इसलिए एररे आउट ऑफ बाउंडस से बाहर हैं इन त्रुटियों का भी पता लगाया जा सकता है तब असंगत असाइनमेंट आप जानते हैं कि असाइनमेंट स्टेप स्टेटमेंट में बाएं हाथ की तरफ बाईं ओर दाहिने हाथ की तरफ के अनुरूप होना चाहिए If the left hand side is what integer and right hand side is a floating point variable then this becomes incompatible Assignments यदि बाएं हाथ की ओर पूर्णांक और दाहिने हाथ की तरफ एक फ्लोटिंग प्वाइंट वेरिएबल है तो यह इनकम्पेटिबल असाइनमेंट कार्य बन जाता है तो कोड इंस्पेक्शन द्वारा उन प्रकार की त्रुटियों का भी पता लगाया जा सकता है इसी तरह अनुचित भंडारण आवंटन और डी आवंटन आप जानते हैं कि मेमोरी आवंटन और डी आवंटन जैसे कि मॉलॉक और डीललॉक वगैरह इसलिए यदि आपने अनुचित रूप से इस भंडारण आवंटन और डी आवंटन या कुछ गलतियों को किया है तो आपने गलती से कुछ त्रुटियां डाल दी हैं जिन्हें कोड निरीक्षण के दौरान भी पता लगाया जा सकता है इसी तरह वास्तविक और औपचारिक पैरामीटर प्रक्रियात्मक कॉल में बेमेल है जब आप एक प्रोसीजर कॉल लिख रहे हैं जैसे कि कुछ एक्चुअल पैरामीटर्स औपचारिक मापदंडों की संख्या को फॉर्मल पैरामीटर्सकी संख्या के साथ मेल खाना चाहिए फॉर्म के प्रकार एक्चुअल पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर्स के प्रकार के साथ मेल खाना चाहिए इसलिए अगर उनके बीच कोई बेमेल है तो इसका मतलब यह भी है कि औपचारिक पैरामीटर्स की संख्या के लिए वास्तविक पैरामीटर्स की संख्या औपचारिक पैरामीटर्स की संख्या या औपचारिक पैरामीटर्स के प्रकारों के साथ वास्तविक पैरामीटर्स के बीच कोई भी बेमेल तो फिर इस प्रकार के बेमेल को भी आसानी से पता लगाया जा सकता है आसानी से इस कोड निरीक्षण के दौरान पता लगाया जा सकता है और इसी तरह लूप में जाता है आपने कुछ या तो स्टेटमेंट्स का उपयोग किया है और वे अंततःलूप की ओर अग्रसर हैं तो लूप में कूदता है जो जरूरी नहीं है तो यह भी आमतौर पर क्या डेटा त्रुटि क्या प्रोग्रामर द्वारा आम तौर पर बनाई गई त्रुटियों में से एक है आप उन चीजों का पता लगाने के लिए इन कोड इंस्पेक्शन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं फिर लूप वेरिएबल्स का अनुचित संशोधन आपने अपने लूप के अंदर एक लूप वैरिएबल का उपयोग किया है और आपको वास्तव में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए इसलिए यदि आप अनुचित रूप से लूप वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं फिर क्या होगा यह एक त्रुटि होगी और इस त्रुटि को कोड निरीक्षण का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है इसलिए ये आमतौर पर की जाने वाली कुछ त्रुटियां हैं जो एक प्रोग्रामर कुछ सामान्य गलतियों के कारण या अपनी ओवरसाइट के कारण कर सकता है इसलिए कोड निरीक्षण का उपयोग करके इस प्रकार की त्रुटियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है इसलिए इस प्रकार की चीजों के लिए इस कोड वॉकथ्रू के लिए जाने के बजाय कोड निरीक्षण के लिए जाना बेहतर है इसी तरह के उदाहरण तो आप एक प्रोग्रामर के रूप में भी अनुभव कर सकते हैं आपको अनुभव हो सकता है तो कोड निरीक्षण तकनीकों का उपयोग करके ऐसे सभी सामान्य प्रकार की त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है हम Cleanroom Technique नामक एक नई तकनीक का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे इसलिए यह क्लीनरूम तकनीक मूल रूप से आईबीएम में अग्रणी है और आइए हम देखें कि उन्होंने इस शब्द का उपयोग क्यों किया है यह कैसे बनाया गया था क्लिनरूम शब्द को सबसे पहले आईबीएम में ओके किया गया था यह शब्द पहले आईबीएम पर बनाया गया था उन्होंने जो कुछ भी खींचा है उसके साथ कुछ सिमिलरिटी बनाया है उन्होंने सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों के लिए एक सिमिलरिटी दिखाई गई है तो आईबीएम में वे सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों के लिए एक सिमिलरिटी स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे जहां दोषों से बचा जाता है अति स्वच्छ वातावरण में निर्माण करके वे दोषों को अनुमति नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं वे अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं वे कोशिश कर रहे हैं कि क्या और कैसे दोष से बचें वे सोच रहे हैं कि अगर अति स्वच्छ वातावरण में निर्मित किया जा सकता है तो कौन से सेमीकंडक्टर निर्माण होता है तो संभवतः दोष उत्पन्न नहीं होंगे दोषों को शुरू से ही टाला जा सकता है तो इसीलिए वे यह नाम साफ करके आए और उन्होंने इसे देखा है और उनके पास एक है उन्होंने सॉफ्टवेयर विकास के साथ एक समानता बनाया है और फिर इसीलिए उन्होंने क्लीनरूम टेस्टिंग या इस क्लीनरूम तकनीक को शब्द दिया है तो इस तकनीक तक cleanroom इस तकनीक है कि cleanroom तकनीक यह इन विभिन्न समीक्षा तकनीकों पर बहुत कुछ निर्भर करता है जो हमने देखा है ठीक है तो यह क्लीनरूम तकनीक बग हटाने के लिए कोड वॉकथ्रू कोड निरीक्षण और औपचारिक सत्यापन पर बहुत निर्भर करती है इसलिए यहां प्रोग्रामर्स को कोड एग्जीक्यूशन करके अपने किसी भी कोड का परीक्षण करने की अनुमति नहीं है ठीक है प्रोग्रामर सिर्फ नाम का सुझाव देते हैं वेसे बचने की कोशिश करेंगे दोषों इसलिए यहां प्रोग्रामर्स को कोड एग्जीक्यूशन करके अपने किसी भी कोड का परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी उन्हें बग का पता लगाने और बग को हटाने के लिए बग हटाने के लिए वॉकथ्रू निरीक्षण या औपचारिक वेरीफिकेशन का उपयोग करना होगा वे उपयोग नहीं कर सकते कोड को एग्जीक्यूशन करने के द्वारा उन्हें अपने किसी भी कोड का परीक्षण करने की अनुमति नहीं है वे केवल कुछ अपवाद कर सकते हैं जैसे एक कंपाइलर का उपयोग करने के कारण वे कुछ सिंटेक्स टेस्टिंग स्वीकार कर सकते हैं लेकिन आमतौर पर उन्हें कोड एग्जीक्यूशन द्वारा अपने कोड का परीक्षण करने की अनुमति नहीं है वे केवल बग पहचान और बग हटाने के लिए वॉकथ्रू कोड वॉकथ्रू निरीक्षण और औपचारिक वेरीफिकेशन कर सकते हैं साफ सफाई परीक्षण या क्लीनरूम तकनीक का उद्देश्य यही है अब जल्दी से देखते हैं कि क्लीनरूम तकनीक का क्या फायदा है यह क्लीनरूम तकनीक कथित तौर पर डॉक्यूमेंटेशन और कोड का उत्पादन करती है जो अधिक विश्वसनीय और एक रखरखाव योग्य है तो यह तकनीक कथित तौर पर विभिन्न डाक्यूमेंट्स और कोड का उत्पादन करती है वे अधिक विश्वसनीय हैं साथ ही वे अन्य विकास विधियों की तुलना में बनाए रखने योग्य हैं जो कोड एग्जीक्यूशन पर आधारित टेस्टिंग पर भारी निर्भर हैं तो तकनीक के रूप में यह एक विभिन्न डाक्यूमेंट्स और कोड का उत्पादन करता है और ये अन्य तरीकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और बनाए रखने योग्य हैं जो निष्पादन आधारित परीक्षण पर आधारित हैं लेकिन नुकसान यह है कि परीक्षण का प्रयास वॉकथ्रू इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन के रूप में बढ़ाया जाता हैऔर इस सरल त्रुटियों का पता लगाने में समय लगता है आपको पता है कि कोड वॉकथ्रू हां हाथ के अनुकरण के लिए आपको कितने इनपुट लेने होंगे आपको इसमें बहुत अधिक समय लगेगा आपको लाइन द्वारा कोड लाइन का निरीक्षण करना होगा फिर यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है इसके अलावा फॉर्मल वेरीफिकेशन यह भी एक और समय लेने वाली प्रक्रिया है तो इसीलिए इन सभी तकनीकों परीक्षण निरीक्षण और सत्यापन में परीक्षण के प्रयास को काफी हद तक बढ़ा दिया जाता है इस सरल त्रुटियों का पता लगाने के लिए बहुत समय लगता है और क्लीनरूम तकनीक केवल इन पर आधारित होती है जो कोड की फॉर्मल रिव्यू तकनीक को अंजाम देती है एक और समस्या यह है कि कुछ त्रुटियों का टेस्टिंग अभी भी मैनुअल इंस्पेक्शन करने से बच सकता है आप इन सभी वाकथ्रू या निरीक्षण वगैरह को देखें वे मैनुअल तकनीक हैं इसलिए कुछ त्रुटियां मैनुअल निरीक्षण के दौरान टीम के सदस्यों या प्रोग्रामरों की नजरों से बच सकती हैं क्योंकि आखिरकार हम एक मैनुअल इंसान हैं जिनसे हम गलतियां कर सकते हैं इसलिए निरीक्षण में मैनुअल के दौरान कुछ त्रुटियां बच सकती हैं तो उन त्रुटियों उन बची हुई त्रुटियों को त्रुटि आधार पहचान तकनीकों का उपयोग करके शायद पता लगाया जा सकता है तो ये त्रुटियां जो यह उम्मीद कर सकती हैं कि इस मैनुअल निरीक्षण के दौरान क्या बच गए उन्हें आसानी से पता लगाया जा सकता है इन बची हुई त्रुटियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है यदि आप कुछ परीक्षण आधारित त्रुटि का पता लगाने की तकनीक का उपयोग करेंगे इसलिए यह क्लीन रूम टेस्टिंग का एक और नुकसान है इसलिए आज हमने दो महत्वपूर्ण स्रोत कोड समीक्षा तकनीकों पर चर्चा की है वे कोड वॉकथ्रू और कोड निरीक्षण हैं हमने कुछ सामान्य रूप से की गई त्रुटियों की एक सूची भी प्रस्तुत की है जिसे कोड समीक्षा द्वारा विशेष रूप से कोड समीक्षा द्वारा पता लगाया जा सकता है हमने क्लीनरूम तकनीक के बारे में भी संक्षेप में चर्चा की है जो कोड संरचित वॉकथ्रू और या कोड वॉकथ्रू कोड निरीक्षण और औपचारिक सत्यापन तकनीक पर बहुत निर्भर करता है हमने इन पुस्तकों से सामग्री ले ली है ठीक है हमने इन पुस्तकों से सामग्री ले ली है